आपका पुनः स्वागत है इस व्याख्यान 45 मे ओर हम लीनियर ट्रांसफोर्म पर अपनी चर्चा को जारी रखेगे ओर आज हम कर्नेल तथा इमेज ओर उनके डाईमेन्शन को ज्ञात करने वाले कुछ पूर्व मे हल किए जा चुके उदाहरणो को देखेगे तो पिछले व्याख्यानों मे हमने यह देख था की यदि 𝐹 𝑋 → 𝑌 लीनियर मैप है तो Ker 𝐹 𝑥 ∈X 𝑥 0 तथा Im 𝐹 𝑦 ∈ 𝑌 𝑥 ∈ 𝑋 ऐसा एक्सिस्ट होगा जिसके लिए 𝐹𝑥 𝑦 होता है तो यह Ker F तथा Im F की परिभाषाएँ थी साथ ही हमने यह भी देखा था की rank और नलिटी परिभाषानुसार ओर कुछ नहीं बल्कि Im F तथा Ker की डाईमेन्शन होती है तो इन परिभाषाओं के साथ हम 𝐹ℝ4→ℝ3 के लीनियर मेपिंग होने के उदाहरण से शुरुआत करेगे जहां संबंध F इस प्रकार परिभाषित है की यह R4 के एलीमेंट्स को F𝑥 𝑦 𝑧 𝑡 𝑥 − 𝑦 𝑧 𝑡 2𝑥 − 2𝑦 3𝑧 4𝑡 3𝑥 − 3𝑦 4𝑧 5𝑡 के अनुसार मैप करता है तो यह एक R3 का एलीमेंट् है तथा यह R4 का एलीमेंट् है तथा इसका अर्थ है की यह F R4 के एलीमेंट् को R3 के एलीमेंट् पर मैप करता है ओर अब हम क्या ज्ञात करना चाहते है हम बेसिस तथा Im ओर Ker के डाईमेन्शन ज्ञात करना चाहते है हमे इमेज तथा कर्नेल ज्ञात करना होगा तो चलिए पहले Im कि बात करते है हम पिछले व्याख्यान से जानते है कि जब हमारे पास वेक्टर स्पेस के वह एलीमेंट् है जो वेक्टर स्पेस के सभी एलीमेंट्स को स्पेन करते है यहा हमारे पास R4 है तो हम जानते है कि R4 का मानक बेसिस 𝑒1 𝑒2 𝑒3 𝑒4 है जिनके साथ कार्य करना सरल है और अपने पिछले व्याख्यान के थ्योरम से हम जानते है कि यदि यह ei's 𝑥 ∈ ℝ4 को स्पेन करते है तब यह 𝐹𝑒1 𝐹𝑒2 𝐹𝑒3 𝐹𝑒4 R3 के वेक्टरस होगे तथा वास्तव में यह मेपिंग F के इमेज को स्पेन करेगे तो हम यह जानते है कि यह F𝑒1 F𝑒2 𝐹𝑒3 𝐹𝑒4 इमेज F को स्पेन करते है तो अब यह परिणाम हमारे पास है कि यह वेक्टरस इमेज F को स्पेन करते है ओर चलिए अब इन F𝑒1 F𝑒2 𝐹𝑒3 𝐹𝑒4 कि गणना करते है तो यहाँ e1 को याद करे कि इस स्थिति में यह R4 का मानक वेक्टर है तो R4 से यह e1 e2 e3 e4 क्रमशः 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 होगे तो हमारे पास R4 के यह मानक बेसिस है तथा अब यदि हम e1 पर F का प्रयोग करते है तो क्या होगा तो इस ℝ3 से ओर हम पूर्व मे पढ़ी गई प्रमयों से जानते है कि यह वेक्टरस इमेज F को स्पेन करेगे तथा हम यह ज्ञात करना चाहते है कि इमेज F क्या है इसका बेसिस ओर डाईमेन्शन क्या है तो हम जानते है कि यह 4 वेक्टरस R3 को स्पेन करते है परंतु यह बेसिस नहीं स्पेनिंग सेट है तथा स्पेनिंग सेट मे कुछ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टरस हो सकते है तो अब हमे इन वेक्टरस मे से लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टरस को छांटना चाहते है तो हमे यह देखना होगा कि इस स्पेनिंग सेट मे कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टरस है ओर इन 4 वेक्टरस मे से यही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टरस इमेज F का बेसिस होगे तथा इनकी संख्या ही इसका डाईमेन्शन होगी तो अब चलिए ऐसा करते है तो अब शायद यह सभी बेसिस न हो इसलिए हमे यह ज्ञात करना होगा कि इन वेक्टरस मे से कोनसे लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ऐसा करने के लिए इन वेक्टरस को कॉलम कि तरह प्रयोग करने पर हमे यह मेट्रिक्स प्राप्त होता है जिसे जब हम रॉ रिड्यूसड इक्लोन रूप मे बदलते है तो हमे पता चल जाएगा कि कोनसे वेक्टरस लीनियरली इंडिपेंडेंट ओर कोन से लीनियरली डिपेंडेंट है ओर इसी प्रकार का एक उदाहरण हमने पहले के व्याख्यानों मे भी देखा है तो अब यह ज्ञात करने के लिए की इन वेक्टरस मे से कोनसे लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसके लिए हम इन्हे इस मेट्रिक्स के कॉलम के रूप मे रखते है तथा फिर हम इसे रॉ रिड्यूसड इक्लोन रूप मे बदल देगे जो की इस स्थिति मे मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योकि पहले पद मे हम इन दो एलीमेंट्स को 0 लेते है तो तो यह पहली रॉ जैसी है वेसि ही रहेगी दूसरा 0 होगा इसका दोगुना भी 0 होगा इसका दोगुना 1 देगा इसका दोगुना 2 है पहली रॉ का 3 गुना कर के घटाने पर यह 0 हो जाएगा यह पुनः 0 होगा तथा इसका 3 गुना 1 ओर 2 होगा यह रॉ रिड्कशन प्रक्रिया तथा अब हम इस रॉ 2 की सहायता से यह 0 हो जाता है ओर हमे दि गई मेट्रिक्स प्राप्त होती है तो हमारे पास रॉ रिड्यूसड इक्लोन रूप है तथा इस स्थिति मे अब हम इन पिवोट्स को ज्ञात करेगे तो यहा यह दो पिवोट्स है यहाँ केवल यह दो ही पिवोट्स है तो कॉलम 1 तथा 3 मे पिवोट्स है तो हम यहाँ आसानी से सीधे ही कॉलम 1 तथा 3 को चुन सकते है जो की लीनियरली इंडिपेंडेंट होगे इन दो कॉलमस मे कोई पिवोट्स नहीं है तथा यह प्रदर्शित किया जा सकता है की यह दो कॉलम कॉलमस 1 तथा 3 पर निर्भर करते है तो यह एक सिस्टमेटिक तरीका है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टरस को खोजने का तो यदि हम कॉलम संख्या 1 तथा 3 को लेते है तो यह एक बेसिस का निर्माण करते है तो इस इमेज की डाईमेन्शन 2 तथा बेसिस यह दो वेक्टरस होगे तो इमेज F की डाईमेन्शन 2 तथा बेसिस 1 2 3 1 3 4 वेक्टरस द्वारा बनेगा अब F का कर्नेल ज्ञात करेगे तो F का कर्नेल क्या था अब हम x के उन एलीमेंट्स को ज्ञात करेगे जिनका y मे मैप 0 होता है तो इसका अर्थ हुआ कि हम उन एलीमेंट्स या वेक्टरस xyzt कि तलाश कर रहे है जिनकी इमेज 0 है ओर अब F𝑥 𝑦 𝑧 𝑡 क्या है परिभाषा से हमारे पास है तो यहाँ से हम वास्तव में इन 3 समीकरणों इन 3 समीकरणों को प्राप्त करते हैं ओर अब हम इन xyzt के सभी संभव हल ज्ञात करना चाहते है जो की इस इकुवेशन सिस्टम के कोफिशिएंट मेट्रिक्स का नल स्पेस होगा जो की F का कर्नेल है तो इस कोफिशिएंट मेट्रिक्स का नल स्पेस F का कर्नेल होगा क्योकि F के कर्नेल मे वह सभी वेक्टरस होते है R4 के जिनकी इमेज 0 है ओर यह 3 नहीं होगे तो हमे क्या हल करना है हमे इस लीनियर इकुवेशनस के सिस्टम को हल करना है तथा हमे यह ज्ञात करना है की इसके कितने हल हो सकते है या कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट हल हो सकते है दूसरे शब्दो मे हम होमोजीनियस इकुवेशनस के सिस्टम के हलो का जनक तथा जिससे हमे कर्नेल का डाईमेन्शन प्राप्त हो जाएगी है कर्नेल का बेसिस क्या है इसलिए हमें अंत में इकुवेशनस की इस सिस्टम को हल करने की आवश्यकता है तो हम इस मैट्रिक्स रूप में डालते हैं तो मैट्रिक्स ओर हमे पुनः इसे रिड्यूसड इक्लोन रूप मे परिवर्तित करना पड़ेगा जो की हम पहले भी कर चुके है तथा अब हम इसे आसानी से ज्ञात कर सकते है क्योकि यहाँ यह पिवोट है तो यह x y z तथा t के लिए पिवोट्स है ओर यहाँ इन कॉलमस मे पिवोट्स नहीं है तो यहा पर 2 मुक्त चर है जो की नलिटी या नल स्पेस के डाईमेन्शन को परिभाषित करती है जो की 2 है तो इस कर्नेल का डाईमेन्शन 2 होगा तथा इसका बेसिस लिखने के लिए हमे इसका हल लिखना होगा तो इसका हल लिखने के लिए हम मुक्त वेरिएबलस को मानते है यहाँ y तथा t मुक्त वेरिएबल है तो हमे इन मुक्त वेरिएबलस का कुछ मान लेना पड़ेगा ओर हम इन्हे आरबिटरेरी संख्या 𝑡 𝜇1 𝑦 𝜇2 मानते है क्योकि हम इन y तथा t के मानो को जो हम चाहे ले सकते है तो हम इन्हे 𝜇1 तथा 𝜇2 लेते है ओर फिर हम अन्य की गणना कर सकते है उदाहरण के लिए z प्लस 2t बराबर 0 से z प्राप्त हो सकता है तो z 2 𝜇1 होगा ओर इकुवेशन संख्या 1 से x 𝜇1 𝜇2 इस प्रकार हमारे पास t z x तथा y 𝜇2 है तो वेक्टर x y z t को मेट्रिक्स के रूप मे हम लिख सकते है तो यह होगा जो यहाँ अचर है x के लिए गुणांक 1 है y के लिए 0 है z के लिए यह 2 है और t के लिए 1 है इसी प्रकार हम 𝜇2 के लिए भी गुणांक लिख सकते है यहा 𝑥 𝜇1 𝜇2 𝑦 𝜇2 तथा 𝑧 −2𝜇1 है तो यह 0 है तथा t मे 𝜇2 नहीं है तो हमने जब इन x y z को 𝜇1 तथा 𝜇2 के पदो मे लिख लिया है तो हम 𝜇1 तथा 𝜇2 को कोई भी मान दे कर सिस्टम के भिन्न भिन्न हलो को लिख सकते है जो F का कर्नेल होगे तो यहाँ यह दो जनक होगे या यह हल को स्पेन करेगे साथ ही यह लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगे इस प्रकार हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टरस है जो पूरे कर्नेल F को स्पेन करते है इसलिए यह वेक्टरस कर्नेल F का बेसिस बनाएगे ओर इसकी डाईमेन्शन 2 होगी तो स्वभाविक रूप से यह वेक्टरस कर्नेल F का बेसिस बनाएगे ओर इस F की नलिटी स्पष्टरूप से 2 होगी जो मुक्त वेरिएबलस की संख्या है तो हमे डाईमेन्शन या नलिटी तथा बेसिस प्राप्त हो जाता है ker का एक आधार बनाएं अब हम एक ओर उदाहरण लेते है जहां हमारे पास u 113 v 32 −2 है तथा साथ ही F 4111 F −51 −33 दिया गया है ओर हम मानते है कि F ℝ3 → ℝ4 मे एक लीनियर मैप है क्योकि यह ℝ3 के एक एलीमेंट् को ℝ4 के एलीमेंट् पर मैप करता है ओर अब सवाल यह है कि यदि w 5 4 4 y 2 1 7 तो क्या हम F F को ज्ञात कर सकते है हम w 5 4 4 y 2 1 7 होने पर F F ज्ञात करना चाहते है तथा F एक लीनियर मैप है तो हमे लीनियर मैप के बारे मे घनात्मक प्रगुण ज्ञात है जो कि Fuv FF हैं तो हम यहाँ क्या सोच सकते है कि यदि इस w को इन u तथा v के पदो मे लिखा जा सके तो यदि हम 544 को u तथा v वेक्टरस के पदो मे लिख सके तो हम F को ज्ञात कर सकते है यदि हम इस w को u तथा v के लीनियर कोंबिनेशन के रूप मे लिख पाए तब हम F को भी ज्ञात कर पाएगे ओर इसी प्रकार यदि हम y को भी यदि u तथा v के लीनियर कोंबिनेशन के रूप मे लिख पाए तब हम y पर इस ट्रांसफोर्म F का प्रयोग कर पाएगे तथा हम इसे u तथा v के पदो मे लिख पाएगे ओर यही इस y कि इमेज होगी

तो चलिए हम इस w को u तथा v के लीनियर कोंबिनेशन के रूप मे लिखने कि कोशिश करते है जिसका अर्थ है कि w को कुछ स्केलर्स तथा कि तरह लिखेगे तो ऐसा करने के लिए हमे पुनः तथा के इकुवेशन सिस्टम को हल करने के लिए औग्मेंटेड मेट्रिक्स बनानी पड़ेगी तो यहाँ तो इसे इन कॉलमस मे लिखेगे जब हम इस इकुवेशन सिस्टम को लिखेगे तो इस लीनियर कोंबिनेशन से यह इकुवेशनस का सिस्टम होगा इस इकुवेशन सिस्टम से औग्मेंटेड मेट्रिक्स लिखे तो औग्मेंटेड मेट्रिक्स होगा तो इन औग्मेंटेड मेट्रिक्स मे से हमे इस रॉ रिड्यूसड इक्लोन रूप को प्राप्त करना होगा तो यह 1 3 5 तथा यह आसान है तो हम इसे घटा सकते है ओर तब आगे हमे यह रिड्यूसड रूप प्राप्त होगा तथा इससे हम देख सकते है की यह पिवोट है ओर यहाँ यह भी पिवोट है

3 3 −1 5 अब यदि हम y के लिए कार्य करते है तो हमे यह u तथा v प्राप्त होते है तो पुनः हम इस y को u तथा v के लीनियर कोंबिनेशन के रूप मे लिखने का प्रयास करते है तथा हमे पुनः औग्मेंटेड मेट्रिक्स प्राप्त होती है ओर पुनः हमे इसे रॉ रिड्यूसड इक्लोन रूप मे बदलने पर प्राप्त होता है अब यहाँ पर समस्या असंगतता कि है क्योकि अंतिम कॉलम मे यहाँ एक पिवोट एलीमेंट् 12 है जो कि नहीं होना चाहिए था इस स्थिति मे अब जबकि इकुवेशन सिस्टम मे असंगतता है तथा इसके कारण हल एक्सिस्ट नहीं है तो यहाँ हम इस y को u तथा v के लीनियर कोंबिनेशन के रूप मे नहीं लिख सकते तथा इसलिए सिस्टम असंगत है ओर यही कारण है कि हम इस F को ज्ञात नहीं कर सकते है क्योकि यहाँ दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है तो दी गई जानकारी से हम F को ज्ञात नहीं कर सकते है तो अब यहाँ एक ओर अच्छा परिणाम है कि यदि T मे एक लीनियर मैप है तब यहाँ हमेशा एक m गुणा n कि मेट्रिक्स A होगी जिसके पदो मे हम Tx को लिख सकते है तो हम TAx के साथ जो भी करे क्योकि मेट्रिक्स के साथ कार्य करना ज्यादा आसान होता है तथा हमे मेट्रीसेस के अनेक करको तथा प्रगुणों के बारे मे पता है तो लीनियर मैप जिसके लिए कि मेट्रिक्स नहीं दी गई हो यह अच्छा होता है कि हम इसे मेट्रिक्स रूप मे लिख ले ओर फिर हम मेट्रिक्स से वह सभी कार्य कर सकते है वह सभी संक्रियाएँ कर सकते है जो मैप के लिए हम करना चाहते है तो यहाँ प्रमाण आसान है हम Rn के मानक बेसिस को परिभाषित कर सकते है जो कि e1 10 0 e2 010 0 en 00 1 के द्वारा दिया जाता है यह वेक्टर स्पेस Rn का मानक बेसिस है ओर यह T अब Rn के किसी x के लिए a है तो Rn के किसी भी वेक्टर x को हम इस बेसिस के रूप मे लिख सकते है क्योकि यह मानक बेसिस है अर्थात यह होगा तो इस वेक्टर x के घटक x1 x2 x3 xn है तो मानक बेसिस कि सहायता से हम इस x को कि तरह लिख सकते है या संक्षेप मे हम इसे सम्मिशन लिख सकते है तो यह x जो कि Rn का सामान्य एलीमेंट् है हम इसे उन मानक बेसिस के रूप मे प्रदर्शित करते है तथा अब यदि हम इस T का अनुप्रयोग करे तो T कि लीनियरटी से तथा मूलतः हम इन Ti's पर अनुप्रयोग कर सकते है तो हमारे पास यहाँ यह है क्योकि T कि लीनियरटी प्रगुण के कारण यह होगा तो यदि आपको मेट्रिक्स गुणन की परिभाषा याद हो जिसे हमने पहले भी कई बार देखा है इसमे कॉलम 1 को x1 से कॉलम 2 को x2 से गुणा किया जाएगा ओर अन्य भी इसी प्रकार होगे कॉलम n को xn से गुणा करेगे यह मेट्रिक्स वेक्टर गुणन को देखने का एक ओर नजरिया है ओर यहाँ हम इस अवधारणा का प्रयोग कर सकते है की x1 को T से गुणा किया जाए तो यदि हम T को मेट्रिक्स के प्रथम कॉलम के स्थान पर रखे तथा इसी प्रकार इस x2 को तथा मेट्रिक्स के दूसरे कॉलम के स्थान पर T को तो यह गुणन Ax निश्चितरूप से T होगा इसलिए TAx होगा तो इस आसान अवधारणा से हम समझ सकते है की यदि कोई लीनियर मैप हो जो के एलीमेंट्स को मैप करती है तो हमारे पास इससे संबन्धित एक मेट्रिक्स होगी इस मैप T के लिए m × n ऑर्डर की मेट्रिक्स A होगी ओर इसके स्तंभो को T's की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है ओर ओर इससे निश्चितरूप से वही मैप प्राप्त होगा जो द्वारा दिया गया है तो चलिए यहाँ जल्दी से कुछ उदाहरण कर लेते है तो यह वह एक उदाहरण है जिसे हम पहले भी देख चुके है तो यह TR2→R3 द्वारा दिया जाएगा तो यह R2 का एलीमेंट् है तथा तब हमे R3 का एलीमेंट् प्राप्त होता है तो अब इस संबन्धित मेट्रिक्स A को कैसे प्राप्त करेगे हमे T की गणना करेगे तो T e1 का अर्थ होगा 1 ओर 0 तो T तो 1 ओर 0 तो यहाँ y को 0 लेते है तो हमे T2 14 मिलेगा इसी प्रकार T35 3 हमे मिलेगा तो यह दूसरा एलीमेंट् होगा ओर मेट्रिक्स का दूसरा कॉलम और हम यहाँ देखते हें की यह दिया गया लिनियर मैप T x जो इस तरह परिभाषित किया गया था इसे A व के इस एलिमंट के रूप में परिभाषित है क्यूंकी यह A गुणा x y हमें यह लीनियर मैप देगा तो यहाँ हमारे पास है ओर इस x y के साथ होने पर हमें मिलता है 2x3y और दूसरा व्यंजक होगा −x 5y और फिर हमारे पास है 4x - 3y तो हमे द्वारा परिभाषित मेपिंग ही पुनः प्राप्त होती है तो इस मेट्रिक्स A की सहायता से हमने दिये गए लिनियर मेप को परिभाषित किया है चलिये जल्दी से एक ओर उदाहरण इस 𝐹 ℝ3 → ℝ3 का देख लेते है जहां दोनों एलीमेंट् ℝ3 से है 𝐹𝑥1𝑥2𝑥3 9𝑥15𝑥2 7𝑥3 5𝑥1−12𝑥227𝑥355𝑥1−42𝑥3 यह पहला भाग है तथा उसके पश्चात यह दूसरा भाग है ओर हमारे पास तीसरा भाग भी है तो इस प्रकार यह ℝ3 को मेप करता है तथा यहा हम उसी अवधारणा का प्रयोग करेगे जिसका पूर्व मे भी उपयोग किया है की यह 𝑇𝑒1 9 5 55 𝑒2 5 − 12 0 𝑒3 35 27 − 42 तो हमारे पास यहाँ A इस मेट्रिक्स के रूप मे है तथा यह दिये गए लिनियर मेप को मेट्रिक्स गुणन के रूप मे परिभाषित करती है तो पुनः क्योकि मेट्रिक्स सिस्टम मे कार्य आसान होती है तो यह एक तरीका है जिसमे हम लिनियर मेप को मेट्रिक्स के रूप मे प्रदर्शित कर सकते है तो आज हमने पढ़ा है इस रूप के लिनियर मेप के साथ हमने कुछ उदाहरण भी किए जिनमे F के कर्नेल तथा इमेज की गणना की ओर साथ ही इनके डाईमेन्शन को भी ज्ञात किया Ker 𝐹 𝑥 ∈ 𝐹𝑥 0 Im 𝐹 ∈ 𝑌 एक्सिस्ट होगा 𝑥 ∈ 𝑋 जिसके लिए 𝐹𝑥 𝑦 साथ ही हमने यह भी देखा है की लिनियर मेपस को मेट्रिक्स के प्रयोग से किस प्रकार परिभाषित करते है जब भी कोई 𝑇 ℝ𝑛 → ℝ𝑚 एलीमेंट्स के लिनियर मेप मे होता है हमे हमेशा 𝑇𝑥 𝐴𝑥 की तरह कार्य करने वाली इससे संबन्धित एक मेट्रिक्स A परिभाषित कर सकते है ओर जैसा की मैं आपको पहले भी बता चुकी हु की यह आसान कार्यसिस्टम के कारण बहुत उपयोगी है यह वह संदर्भ है जिनका प्रयोग इस व्याख्यान को तैयार करने मे किया गया है आप सभी का धन्यवाद